नमस्कार अब तक हमने अलग अलग साइक्लोएल्केनस जैसे कि साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन को देखा है और हमने अध्ययन किया है कि उनके कन्फर्मेशन कैसे हैं आज हम साइक्लोहेक्सेन पर एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन में विशेष रूप से कन्फर्मेशन अणु की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है और इसकी एक अहम भूमिका है इसलिए हम अब साइक्लोहेक्सन्स पर एक विस्तृत नज़र रखने जा रहे हैं तो यह साइक्लोहेक्सेन का एक मॉडल है और अगर मैं इस अणु को एक प्लेन में बनाना चाहता हूं जैसे कि सभी कार्बन एक प्लेन में हों तो बहुत अधिक स्ट्रेन होता है क्योंकि अब मेरे पास छह जोड़े CH इक्लिप्सिंग इंटरैक्शन हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर में इन सभी कार्बन को एक प्लेन में लाना शुरू करता हूं बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से अधिक है यह 120 डिग्री के करीब जाता है और जो बहुत अनुकूल नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग कन्फर्मेशन को अपनाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन की सबसे स्थिर रचना में से एक वास्तव में एक चेयर कन्फर्मेशन है तो यह साइक्लोहेक्सेन चेयर में से एक है और आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति इस कार्बन पर अपना सिर और पैर इस कार्बन पर रख के यहां बैठा है तो मैं इसे बनाने जा रहा हूं एक रचना में साइक्लोहेक्सन्स को आम तौर पर इस तरह बनाया जाता है जैसे वे एक चेयर के रूप में हैं ठीक है तो यह साइक्लोहेक्सेन की एक चेयर का प्रतिनिधित्व है और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने सिर के साथ इस तरह से बैठा है और पैर अन्य कार्बन पर रखे हैं दूसरी तरफ मैं इस चेयर की एक संबंधित दर्पण छवि भी बना सकता हूं और जिसमें यही व्यक्ति इस तरह बैठे होंगे मैं एक साइक्लोहेक्सेन चेयर पर सिर और पैर के रूप में संदर्भित करने जा रहा हूं तो आपको पता लगेगा कि सिर और पैर चेयर पर एक दूसरे के विपरीत हैं ठीक है इसलिए अब हम यह देखने जा रहे हैं कि केमिस्ट वास्तव में कागज पर साइक्लोहेक्सेन का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं तो 3 डी में अणु इस तरह दिखता है लेकिन मैं इस विशेष 3 डी फॉर्म को 2 डी पेपर पर कैसे परिवर्तित करता हूं यह सही ढंग से दर्शाया गया है इसलिए अब मैं जो करने जा रहा हूं मैं इस तस्वीर का उपयोग करने जा रहा हूं और मैं इस विशेष 3 डी संरचना को 2 डी रूप में परिवर्तित करने जा रहा हूं अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 हैं इसलिए अब अगर मैं कार्बन नंबर 1 और 3 और 5 को देखता हूं तो ये सभी कार्बन हैं जिनमें आप इन बॉन्ड्स को ऊपर की तरफ देख सकते हैं इन कार्बन पर C H बांड ऊपर जा रहे हैं और 2 4 और 6 वें कार्बन के C H बॉन्ड नीचे जा रहे हैं यदि आप यहां गुलाबी बॉन्ड को देखते हैं तो इन गुलाबी बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है क्योंकि वे लंबवत रूप से ऊपर और नीचे जा रहे हैं इसलिए मैं इस कुर्सी को बनाने जा रहा हूं ठीक है इसलिए मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 है और कार्बन नंबर 1 पर जैसा कि आप देख सकते हैं वर्टिकल C H बॉन्ड ऊपर जाता है कार्बन नंबर 2 पर यह नीचे जाता है कार्बन नंबर 3 पर यह फिर से ऊपर जाता है फिर नीचे फिर ऊपर और फिर नीचे सही तो जैसा कि आप इन वर्टिकल बॉन्ड्स को देख सकते हैं जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वे सभी कार्बन पर ऊपर और नीचे के रूप में बारी बारी से हैं यदि आप कार्बन 1 पर बॉन्ड को देखते हैं तो यह एक्सियल ऊपर जा रहा है यहाँ दूसरा बॉन्ड जो विशेष रूप से हरा है वह इक्विटोरियल बॉन्ड है इसलिए मैं यहां कार्बन नंबर 2 पर एक इक्विटोरियल बॉन्ड बनाने जा रहा हूं इसलिए आपके पास इक्विटोरियल बॉन्ड है जो इस तरह से चल रहा है तो मैं सभी इक्विटोरियल बॉन्ड्स को बनाने जा रहा हूं प्रत्येक कार्बन पर आपके पास एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्विटोरियल बॉन्ड मौजूद होता है तो साइक्लोहेक्सेन का कंकाल इस तरह से दिखता है अब बस इस मॉडल पर ध्यान दें एक्सियल बॉन्ड ऊपर और नीचे जा रहे हैं जैसा कि हमने कहा कि वे बारी बारी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं इक्विटोरियल बॉन्ड भी ऊपर और नीचे जा रहे हैं इसलिए यदि आप वास्तव में देखते हैं कि यह पहली कार्बन पर एक एक्सियल अप बॉन्ड है यदि आप देखते हैं कि यह इक्विटोरियल बॉन्ड किस दिशा में जा रहा है तो यह नीचे की दिशा में जा रहा है तो प्रत्येक एक्सियल अप बॉन्ड के लिए एक इक्विटोरियल बॉन्ड डाउन होता है जो इसके साथ है तो यह कार्बन नंबर 1 3 और 5 है जिसमें सभी एक्सियल अप और इक्विटोरियल डाउन हैं दूसरी ओर यदि आप कार्बन नंबर 2 4 और 6 देखते हैं तो हम कार्बन नंबर 2 पर ध्यान दें कार्बन नंबर 2 में एक एक्सियल बॉन्ड नीचे जा रहा है लेकिन यदि आप इस इक्विटोरियल बॉन्ड की दिशा में देखते हैं तो यह एक तरह से ऊपर जा रहा है सही तो 2 4 और 6 में एक्सियल डाउन और इक्विटोरियल अप बॉन्ड हैं ठीक है तो अब मैं इसे फिर से बनाने जा रहा हूं ताकि मैं एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड को दिखा सकूं इसलिए मैं यहां कलर कोड करने जा रहा हूं तो चलिए अपने एक्सियल समूहों को लाल बनाते हैं और अपने सभी इक्विटोरियल समूहों को हरा बनाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर कार्बन में एक अप बॉन्ड और एक डाउन बॉन्ड होता है और यह इक्विटोरियल या एक्सियल हो सकता है लेकिन इसमें इक्विटोरियल अप एक्सियल डाउन या इसके विपरीत एक्सियल अप इक्विटोरियल डाउन होता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसी तरह जैसे कि एक्सियल बांड ऊपर या नीचे जा रहे हैं इक्विटोरियल बांड भी ऊपर और नीचे जा सकते हैं एक बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं वह यह है कि प्रत्येक कार्बन पर एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है और एक बॉन्ड नीचे जा रहा है यही वह चीज है जिसे हम याद रखना चाहते हैं ठीक है तो अब क्यों साइक्लोहेक्सेन चेयर्स इतनी अधिक स्थिर हैं कि यह साइक्लोहेक्सेन की सबसे स्थिर रचना में से एक बन जाती हैं तो आपको स्थिरता दिखाने के लिए सबसे पहले हमें साइक्लोहेक्सेन चेयर में बॉन्ड एंगल को समझने की आवश्यकता है जो 1095 डिग्री के करीब है तो इसमें बहुत कम एंगल स्ट्रेन शामिल है दूसरे प्रकार का स्ट्रेन जो हमने देखा था वह था टॉर्सनल स्ट्रेन तो अब यह दिखाने के लिए कि इसमें न्यूनतम टॉर्सनल स्ट्रेन शामिल है आइए हम इस दूसरी तस्वीर को देखें इसलिए यह कल्पना करने के लिए आप इस तरह की विशेष छवि को देखें जैसे कि ये चार कार्बन एक तरह के दिखाई देते हैं जैसे कि वे एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं इसलिए यदि आप इसे इस कोण से देखना चाहते हैं तो यह इस तरह दिख रहा है अगर मैं अब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं तो आइए सबसे पहले सामने वाले और पीछे वाले कार्बन के न्यूमैन प्रोजेक्शन को बनाते हैं इसलिए याद रखें कि मैं केवल चार कार्बन देख पा रहा हूं क्योंकि ये चारों एक दूसरे के साथ एक्लिप्स हैं आप इन दो पिछले कार्बन को नहीं देख सकते हैं तो जैसा कि आप इस विशेष रूप से देख सकते हैं जो चेयर कन्फर्मेशन है इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है जैसे कि कभी भी दो हाइड्रोजेन या दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ एक्लिप्स नहीं करते हैं तो कोई एक्लिप्स इंटरेक्शन नहीं होती है और पूरी कन्फर्मेशन स्टेगर्ड कन्फर्मेशन की तरह हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप कोई टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होता है और चेयर कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन के सबसे स्थिर कन्फर्मर्स में से एक बन जाती है तो अब हम विस्तार से साइक्लोहेक्सेन चेयर को देखते हैं तो यह चेयर्स में से एक है लेकिन जैसा कि हमने बात की है इसकी दर्पण छवि भी चेयर की एक और संभावना है ठीक है तो यह भी उसी अणु के अन्य संभावित चेयर्स में से एक है वास्तव में साइक्लोहेक्सेन के पास कई कन्फर्मेशन हैं जिसमें ये दो चेयर्स एक दूसरे में बदलती रहती हैं तो कमरे के तापमान पर साइक्लोहेक्सेन एक विशेष चेयर कन्फर्मेशन में स्थिर नहीं रहने वाला है लेकिन यह लगातार ऐसे चलता रहता है कि यह दो चेयर्स एक दूसरे में बदलती रहती हैं ठीक है तो मैं आपको मॉडल की मदद से यहां दोनों चेयर्स दिखाने जा रहा हूं ठीक है तो यह चेयर्स में से एक है और फिर इसकी दर्पण छवि यह विशेष चेयर होगी इसलिए उदाहरण के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों चेयर्स लगातार कमरे के तापमान पर एक दूसरे में बदलती रहती हैं लेकिन यह उन समूहों के ओरिएंटेशन को कैसे प्रभावित करता है जो साइक्लोहेक्सेन से जुड़े होते हैं इसलिए मैं यहां एक समूह बनाता हूं हम केवल इन हाइड्रोजेंस में से एक को बनाने जा रहे हूं क्योंकि मैं उन सभी को बनाने से यह साफ नहीं दिखेगा ठीक है तो चलो इस विशेष हाइड्रोजन को देखें जो वर्तमान में एक्सियल है ठीक है तो यह हाइड्रोजन विशेष रूप से यहां है पीला ठीक है तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अब क्या होता है क्योंकि यह चेयर आपस में बदलती है तो इस चेयर का सिर पैर बन जाएगा और पैर चेयर का सिर बन जाएगा इसलिए यदि आप इन दो आरेखों को याद करते हैं तो यहां यह विशेष सिर इस विशेष चेयर का पैर बन गया है ठीक है तो यदि आप इस आरेख को इस विशेष रूप से याद करते हैं तो चेयर के इंटरकन्वर्जन से सिर पैर बन गया है अब उसी तरह अगर मैं इस चेयर को आपस में जोड़ना चाहता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे मोड़ देता हूं और सिर को पैर बना देता हूं तो यह बॉन्ड पहले एक्सियल अप था ठीक है तो यह पहले की स्थिति थी यह येलो हाइड्रोजन आप इसे एक्सियल अप कह सकते हैं लेकिन जैसे जैसे मैं इसे मोड़ता हूं यह इक्विटोरियल अप हो जाता है इसलिए मैं इसे एक्सियल अप लिखने जा रहा हूं और जैसे ही यह दूसरी चेयर पर जाता है यह इक्विटोरियल अप हो जाता है अब हम इसे किसी अन्य स्थान पर रखने का प्रयास करते हैं इसलिए मैं इसे इक्विटोरियल पर रखने जा रहा हूं तो हम इसे यहाँ डालते हैं तो अब हम इस विशेष स्थिति पर नजर डालते हैं यदि यह चेयर आपस में जुड़ती है तो यह ऊपर जाने वाला है और यह नीचे जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वह बॉन्ड जो इक्विटोरियल था वो चेयर फ्लिप होने पर एक्सियल हो जाएगा इसलिए जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं जब चेयर इंटरकन्वर्ट होती हैं तो एक्सियल समूह इक्विटोरियल बन जाते हैं और इक्विटोरियल समूह एक्सियल बन जाते हैं लेकिन यदि आप देखें तो एक्सियल अप अभी भी इक्विटोरियल अप है और एक्सियल डाउन इक्विटोरियल डाउन में बदलता है अक्षीय ऊपर अभी भी उपचारात्मक है ठीक है तो चेयर इंट्रकन्वर्ट होने पर भी अप ऊपर और डाउन नीचे ही रहता है सिर्फ एक्सियल और इक्विटोरियल आपस में बदल जाते हैं नोट करने के लिए अच्छी चीजों में से एक यहां मेरे पास एक प्रकार की कुर्सी है और आप इस तरह बैठे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं नोटिस करने के लिए अच्छी चीजों में से एक यह है कि कुर्सी आपस में जुड़ी हुई है चार कार्बन जो कुर्सी की सीट हैं तो 1 2 3 और 4 ये चार कार्बन अपनी जगह बदलने नहीं जा रहे हैं ठीक है इसलिए उदाहरण के लिए जब चेयर इंटरकॉन्वर्ट होती है तो यह ऊपर का कार्बन पैर की तरफ चला जाएगा और नीचे का कार्बन ऊपर सिर की तरफ आ जाएगा इसलिए इंटरकन्वर्जन के बाद चेयर ऐसे दिखेगी पहले यह इस तरह से थी और अब इंटरकन्वर्जन के बाद यह इस तरह से हो जाएगी तो इसके परिणामस्वरूप कुर्सी की मध्य सीट चेयर के चार कार्बन वास्तव में अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं ठीक है जब मैं कहता हूं कि वे अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करते हैं तो समझें हालांकि उन कार्बन पर लगे समूह अपने ओरिएंटेशन को बदलने जा रहे हैं ठीक है इसलिए मैं यहाँ कुछ फ्लिपस को देखने जा रहा हूँ और हम अभ्यास करने जा रहे हैं कि पहले कैसे साइक्लोहेक्सेन को बनाया जाए और फिर हम इनके फ्लिपस बनाएंगे ठीक है लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि यह फ्लिप वास्तव में सिस्टम की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन था जो चेयर के रूप में था और फिर हमने कहा कि यह इस विपरीत चेयर पर जा रहा है जो उसकी दर्पण छवि है लेकिन याद रखें कि जब अणु इंटरकन्वर्ट होता है तो यह बीच में कई कन्फर्मेशनस से गुजरने वाला है और यदि आप वास्तव में देखते हैं अगर मैं एक चेयर से शुरू करता हूं तो मैं सीधे दूसरी चेयर हासिल नहीं कर सकता मुझे बीच बीच में एक दो कन्फर्मेशन करने हैं इसलिए पहले मैं हाफ चेयर के नाम से कुछ शुरू करने जा रहा हूं ठीक है तो यह हाफ चेयर के प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है अब हाफ चेयर साइक्लोहेक्सेन के सबसे अस्थिर कन्फर्मेशनस में से एक है हाफ चेयर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक टॉर्सनल स्ट्रेन है C H एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन से बहुत अधिक टॉर्सनल स्ट्रेन होता है इसलिए जैसा कि मैं एक चेयर से शुरू करता हूं मुझे पहले इस हाफ चेयर से गुजरना पड़ता है लेकिन हाफ चेयर साइक्लोहेक्सेन के सबसे अधिक ऊर्जावान रूपों में से एक है तो अणु इस हाफ चेयर के रूप में स्थिर नहीं है और वास्तव में यह खुद को बदलने या मोड़ने की कोशिश करेगा तो यह कुछ ऐसा दिखेगा यह इस तरह मुड़ने की कोशिश करेगा कि एकलिप्सिंग इंटरेक्शन ना हों इस विशेष रूप को ट्विस्ट बोट फॉर्म कहा जाता है ठीक है तो ट्विस्ट बोट भी अस्थिर है यह अभी भी सबसे स्थिर रूप में नहीं है ठीक है तो यह ट्विस्ट बोट फॉर्म है यह अभी भी सबसे अधिक स्थिर रूप नहीं है लेकिन यह हाफ चेयर की तुलना में थोड़ा अधिक स्थिर है जिसमें हमारे पास C H एकलिप्सिंग के 5 जोड़े हैं इस इंटरकंवर्जन को आगे और बदलने के लिए याद रखें कि पैर को सिर बनना है और सिर को पैर बनना है इसलिए अब हमने पैर को यहाँ से ऊपर की ओर ले जाना है ताकि वह अगली कुर्सी का सिर बन जाए लेकिन इस बीच आप जो हासिल करते हैं उसे देखिए इस विशेष रूप से बोट कन्फर्मेशन कहा जाता है ठीक है हमने चेयर से शुरू किया फिर हम हाफ चेयर पर गए इसके बाद हमने एक ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन को देखा जिसके बाद अणु बोट कन्फर्मेशन को प्राप्त करता है अब बोट कन्फर्मेशन भी साइक्लोहेक्सेन के अस्थिर कन्फर्मेशनस में से एक है जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बोट कन्फर्मेशन में आपके पास इन C H समूहों के बीच एकलिप्सिंग इंटरेक्शन हैं ठीक है यहां एक जोड़ी है यहां एक और जोड़ी है तो आपके पास CH एकलिप्सिंग के दो जोड़े हैं लेकिन आपके पास इन फ्लैगपोल के कारण भी कुछ है ठीक है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक नाव पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बैठा है जैसे कि आप बोतल में कुछ इस तरह से जानते हैं लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस विशेष नाव में यहां फ्लैगपोल हैं जो एक दूसरे के करीब आने वाले हैं ठीक है उदाहरण के लिए ये दो हाइड्रोजेन एक दूसरे के करीब आने वाले हैं और वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है तो बहुत अधिक स्टिरिक स्ट्रेन है विशेष रूप से अगर समूह हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है तो हाइड्रोजेन वास्तव में छोटे आकार के होते हैं लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मिथाइल इथाइल जैसे अन्य समूह अगर इन कार्बन पर मौजूद हैं तो वे वास्तव में इस छोटे से स्थान में खुद को आसानी से समायोजित नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है कि बोट कन्फर्मेशन में आपके पास बहुत अधिक स्टिरिक स्ट्रेन होता है जिसके परिणामस्वरूप यह सबसे स्थिर कंफर्मर नहीं होती है और ऊर्जा ऊपर जाती है फिर इस तरह की प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए अणु ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन से गुजरता है फिर यह दूसरी दिशा में हाफ चेयर से गुजरता है और फिर आपके पास दूसरी दिशा में चेयर का गठन होता है तो अब हमने एक चेयर को दूसरे में इंटर्कॉन्वर्ट किया है और उन सभी कन्फर्मेशन को दिखाया है जो बीच में बनती हैं इसलिए मेरा यहां एक ग्राफ है जो चेयर हाफ चेयर ट्विस्ट बोट वगैरह से होकर जाता है और यह आपको इन कंफर्मर्स की ऊर्जा भी दिखाता है तो हम मानते हैं कि चेयर साइक्लोहेक्सेन का सबसे कम ऊर्जा वाला कन्फर्मेशन है और हम शुरू करते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि हाफ चेयर टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से चेयर कन्फर्मेशन से ऊर्जा में लगभग 121 किलोकैलोरीज़ प्रति मोल अधिक होती है ट्विस्ट बोट लगभग 53 किलोकैलोरीज़ अधिक हो जाती है इन फ्लैगपोल इंटरैक्शन के कारण दूसरी ओर बोट जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि चेयर की तुलना में 68 किलोकैलोरी अधिक अस्थिर हो जाती है ठीक है इसलिए अगर मैं एक चेयर को दूसरी में इंटरकन्वर्ट करता हूं तो अणु इस पूरे चक्र से गुजरता है और अणु की ऊर्जा बदलती रहती है क्योंकि यह एक कन्फर्मेशन से दूसरे में जाती है अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कमरे के तापमान पर क्या हो रहा है क्या अणु एक चेयर के रूप में है बोट के रूप में या अणु घूम रहा है और इस सवाल का सही जवाब उस तापमान पर निर्भर करता है कि क्या होने वाला है इसलिए कमरे के तापमान पर अणु लगातार इस तरह आगे बढ़ रहा है कि हम वास्तव में एक चेयर से दूसरी चेयर पर जा रहे हैं इनमें से प्रत्येक कार्बन चेयर का हेड कार्बन बनने के लिए अपनी बारी ले रहा है इसका पता लगाने के लिए केमिस्ट्स ने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया है जो कि न्यूक्लियर मैगनेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है और NMR आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या किसी विशेष परमाणु के विभिन्न प्रकार हैं इसलिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन NMR में वे आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आपके पास अणु में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन हैं कार्बन NMR में वे आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आपके पास अणु में विभिन्न प्रकार के कार्बन हैं एक साइक्लोहेक्सेन के लिए जिसमें सभी कार्बन समान हैं आप NMR में सिर्फ एक पीक को देखने की उम्मीद करते हैं वास्तव में आप देखते हैं कि सभी कार्बन आपको एक पीक देते हैं हाइड्रोजन के बारे में क्या इसलिए अगर मैं साइक्लोहेक्सेन के हाइड्रोजन NMR को देखना चाहता हूं तो आदर्श रूप से मुझे दो पीक दिखनी चाहिए क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड की तुलना में अलग हैं वे उनकी तुलना में एक अलग वातावरण में हैं लेकिन अगर आप वास्तव में कमरे के तापमान पर साइक्लोहेक्सेन का NMR हाइड्रोजन NMR करते हैं तो आपको लगभग 14 ppm पर एक ही पीक दिखाई देती है जिसका मूल अर्थ है कि ये सभी हाइड्रोजेन मुझे सिर्फ एक सिग्नल दे रहे हैं तो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि अणु लगातार एक दूसरे के बीच परिवर्तित हो रहे हैं और आपके पास स्पष्ट रूप से एक विशेष हाइड्रोजन को दूसरे से अलग करने का कोई तरीका नहीं है तो यह ऐसा है जैसे कि आप बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं और आप उसी समय में एक फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं और शटर की गति वास्तव में बहुत कम है तो कैमरा एक विशेष मुद्रा को दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा और आपको एक बहुत ही धुंधली तस्वीर मिलेगी इसलिए कमरे के तापमान पर यह NMR कैमरा इन विशेष साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन के चित्रों को क्लिक करने के लिए पर्याप्त सटीक नहीं है लेकिन अब अगर मैं तापमान कम कर दूं और मैं इस अणु की ऊर्जा को कम कर दूं याद रखें अणु को इन सभी ऊर्जावान कन्फर्मेशन से गुजरना पड़ता है जैसा कि हमने इस विशेष ग्राफ पर देखा ठीक है अगर मैं उस ऊर्जा को निकाल लूं जो उसे हाफ चेयर से बोट तक और फिर दूसरी चेयर तक जाने के लिए चाहिए होती है तो मैं इस विशेष अणु को एक चेयर के रूप में लॉक करने में सक्षम हो सकता हूं और एक बार जब यह अणु एक विशेष चेयर के रूप में लॉक हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड से अलग होंगे तो वास्तव में साइक्लोहेक्सेन एक तापमान निर्भर NMR को दर्शाता है जिसका अर्थ है कि यह तापमान पर निर्भर करता है क्योंकि यदि मैं तापमान को कम करता हूं तो मुझे इस विशेष साइक्लोहेक्सेन में दो प्रकार के हाइड्रोजेन दिखते हैं जो वास्तव में एक्सियल और इक्विटोरियल हैं ठीक है तो अब हम साइक्लोहेक्सेन को ठीक से बनाने और साइक्लोहेक्सेन पर समूहों को असाइन करने जा रहे हैं जैसे कि वे 2 डी संरचना का सही प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पहले मैं आपको एक ट्यूटोरियल देने जा रहा हूं कि साइक्लोहेक्सेन चेयर को कैसे बनाया जाए ठीक है इसलिए हम पहले दो समानांतर रेखाएँ बनाने जा रहे हैं जैसे कि वे एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं और फिर मैं इन दो लाइनों को एक साथ मिलाने जा रहा हूं एक V से अब यदि आप वास्तव में इस विशेष साइक्लोहेक्सेन पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि विभिन्न रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं इसलिए उदाहरण के लिए ये दो रेखाएँ एक दूसरे के समानांतर होंगी तो हमारे पास ये दो रेखाएँ एक दूसरे के समानांतर होंगी और फिर हमारे पास ये दोनों रेखाएँ भी एक दूसरे के समानांतर होंगी तो चेयर कन्फर्मेशन ऐसे दिखनी चाहिए ठीक है अब साइक्लोहेक्सेन पर समूहों को असाइन करने के लिए एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वह यह है कि यह चेयर का हेड है ठीक है हेड हमेशा ऊपर होता है इसलिए चेयर के हेड पर एक्सियल समूह हमेशा ऊपर की तरफ जाता है इसलिए मैं यहां इस विशेष चेयर पर एक एक्सियल अप बनाने जा रहा हूं सबसे पहले यह मेरा हेड कार्बन है इसलिए मैं इसे 1 नंबर देने जा रहा हूं अब आदर्श रूप से आपको सभी कार्बन को लेबल करना है क्योंकि जब आपको 2 डी संरचना को 3 डी संरचना में बदलना होगा तो यह लेबल होने से हमें मदद मिलती है कि कौन सा कार्बन कहां है तो मैं 1 2 3 4 5 6 कर रहा हूं आमतौर पर या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं यह आपकी पसंद है लेकिन फिर उसी दिशा का पालन करें इसलिए यदि मैं एक चेयर पर क्लॉकवाइज शुरू करता हूं तो मैं क्लॉकवाइज जाता हूं दूसरी चेयर पर भी मैं दिशा नहीं बदलता ठीक है तो अब कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास यह एक्सियल अप है अब याद रखें कि अल्टरनेट कार्बन पर समान समूह होते हैं तो कार्बन नंबर 3 और 5 में भी एक्सियल अप होगा कार्बन संख्या 2 4 और 6 में एक्सियल डाउन होगा ठीक है तो अब हमने एक्सियल समूह लगा लिए हैं आप चेयर हेड से शुरू करते हैं जहां हमेशा एक्सियल अप होता है सभी अल्टरनेट कार्बन पर एक्सियल अप होगा और बाकी में डाउन ठीक है अब याद रखें कि हर एक्सियल अप ग्रुप के साथ एक इक्विटोरियल डाउन ग्रुप होता है राइट तो मेरे पास वास्तव में यहाँ इक्विटोरियल समूह है ठीक है तो कार्बन संख्या 1 में एक इक्विटोरियल डाउन होगा कार्बन संख्या 2 में इक्विटोरियल अप होगा कार्बन संख्या 3 में इक्विटोरियल डाउन होगा कार्बन संख्या 4 में इक्विटोरियल अप और इसी तरह से तो यह चेयर स्केलेटन ऐसा दिखता है अब एक चीज जो मैंने हमेशा छात्रों को गलत करते देखा है वह है इन इक्विटोरियल समूहों की स्थिति याद रखें कि इक्विटोरियल समूहों में एक बहुत ही विशेष ओरिएंटेशन है तो यह विशेष बॉन्ड इस दिशा में जा रहा है यह इस तरह या इस तरह या अंदर नहीं जा रहा है तो यह इस दिशा में जा रहा है तो हमें इसे इसी विशेष दिशा में बनाना चाहिए तो यहाँ एक अच्छी चाल यह है कि अगर यह मेरी साइक्लोहेक्सेन चेयर है ठीक है और यह इस विशेष कार्बन का एक्सियल अप है अगर मैं इक्विटोरियल समूहों के ओरिएंटेशन को देखना चाहता हूं इसलिए मैं अब केवल इक्विटोरियल समूहों को बना रहा हूं ताकि आपके लिए देखना आसान हो ठीक है इसलिए सभी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड केवल इक्विटोरियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो मैंने बनाए हैं तो अब यदि आप इसे देखते हैं तो ये समूह दो अंत कार्बन पर हैं ये ऐसे हैं जैसे कि केकड़े के पंजे हैं ठीक है इसलिए मुझे याद है कि वे दो दिशाएँ ऐसी हैं कि वे एक केकड़े के पंजे की तरह दिखते हैं और ये दो हाइड्रोजेन इस लाइन के समानांतर हैं वे उन नारंगी रंग की रेखाओं के समानांतर हैं जैसा मैंने दिखाया है तो वह दिशा भी तय हो गई है अब मैं वो रचना बनाने जा रहा हूं जो सही नहीं हैं इसलिए मैं उन सभी को लाल रंग में बनाने जा रहा हूं तो आप याद रख सकते हैं कि आपको यह नहीं करना है तो अगर यह कुर्सी है तो इस पर एक्सियल समूह नीचे नहीं जाता है या यह इस तरह नहीं जाता है या इस मामले में यह इस तरह से नहीं जाता है ठीक है तो ये सभी इक्विटोरियल बांड के गलत प्रतिनिधित्व हैं ठीक है तो यह कुछ ऐसा है जो आप नहीं करना चाहते हैं आप ओरिएंटेशन को सही बनाना चाहते हैं क्योंकि यह विशेष परमाणु इस तरह से ओरिएंटेड है और यही वह जगह है जहां यह प्रतिक्रिया करने वाला है तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन साइक्लोहेक्सेन अणुओं को कैसे बनाया जाए ठीक है तो अब हम जानते हैं कि एक विशेष साइक्लोहेक्सेन कंकाल को कैसे बनाना है अब हम समझते हैं कि मैं एक 2D संरचना को साइक्लोहेक्सेन चेयर में कैसे परिवर्तित करूं इसलिए यह करने के लिए कि मैंने कंकाल बनाया है यहां वही कंकाल है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कंकाल थोड़ा अलग है मैंने यहां जो समूह ऊपर जा रहे हैं वे लाल रंग में बनाए हैं और जो समूह नीचे जा रहे हैं वे हरे रंग में बनाए हैं ठीक है अब यह याद रखें कि प्रत्येक कार्बन का एक अप समूह और एक डाउन समूह है यह एक्सियल हो सकता है यह इक्विटोरियल हो सकता है लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सा समूह अप है और कौन सा डाउन ग्रुप है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं इस विशेष साइक्लोहेक्सेन चेयर को देखता हूं तो मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि कुछ समूह हैं जो मेरी ओर आ रहे हैं और कुछ समूह मुझसे दूर जा रहे हैं उदाहरण के लिए ये तीन समूह निश्चित रूप से मेरी ओर आ रहे हैं फिर ये तीन समूह मेरी ओर आ रहे हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर ओरिएंटेड हैं जबकि ये तीन समूह इस कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के नीचे की ओर हैं इसलिए यदि मैं किसी विशेष कंकाल को इस तरह देखता हूं तो मैं देखता हूं कि कुछ समूह आपकी ओर आ रहे हैं कुछ समूह आपसे दूर जा रहे हैं तो यह 2 डी संरचना को 3 डी चेयर संरचना में परिवर्तित करने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे पास यहां यह उदाहरण है जो क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का है अब इस विशेष उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिथाइल समूह और क्लोरीन दोनों ही आपकी ओर आ रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि वे दोनों आपकी ओर आ रहे हैं तो यह एक नोटेशन की मदद से है जब भी कोई वेज होता है तो इसका मतलब है कि एक डार्क लाइन जो समूह से जुड़ी होती है जिसका मतलब है कि समूह आपकी ओर आ रहा है ठीक है तो यह मेरी ओर आ रहा है और साथ ही ये दोनों समूह मेरी ओर आ रहे हैं तो अब जब मैं उन्हें साइक्लोहेक्सेन पर रखना चाहता हूं तो आइए हम साइक्लोहेक्सेन लेते हैं ठीक है अब जब मैं उन्हें रखना चाहता हूं तो पहली बात याद रखें कि हमेशा कार्बन को संख्या देनी है तो यह आसान हो जाता है ठीक है इसलिए मैं 1 2 3 नंबर की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं 2 डी संरचना पर क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं 3 डी कुर्सी संरचना पर भी क्लॉकवाइज जाऊंगा इसलिए मैं 1 2 3 के साथ शुरू करने जा रहा हूं अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चेयर पर कहा से शुरू करते हैं मैं आमतौर पर चेयर हेड से शुरू करना पसंद करता हूं क्योंकि यह याद रखना सबसे आसान है लेकिन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि कमरे के तापमान पर हेड तय नहीं होता है यह इस तरह से घूमता रहता है और चेयर आपस में बदलती रहती हैं तो हम हेड से शुरू करने जा रहे हैं और इसे कार्बन नंबर 1 के रूप में नाम देते हैं अब कार्बन नंबर 1 पर इस हेड कार्बन पर यहां जो समूह आपकी ओर आ रहा है वह वास्तव में एक्सियल अप है ठीक है अप ग्रुप आपकी ओर आ रहा है डाउन ग्रुप आपसे दूर जा रहा है और मिथाइल को इस तरह से एक्सियल होना है ठीक है कार्बन नंबर 3 पर अब जो समूह आपकी ओर आ रहा है वह क्लोरीन है और जो समूह यहां आपकी ओर आ रहा है वह एक्सियल समूह है ठीक है तो फिर से यह एक एक्सियल अप समूह होना चाहिए तो यह शायद इस विशेष 2D फॉर्म का सही प्रतिनिधित्व है मैं एक और उदाहरण ऐसे करने जा रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए इसलिए अब मैं इस साइक्लोहेक्सेन अणु पर तीन समूह रखने जा रहा हूं तो अब इस विशेष को बनाने के लिए एक और समूह रखें एक अलग नाम का इसलिए यह ठीक हो जाता है तो अब मैं फिर से चेयर बनाने जा रहा हूं फिर से पहले अपने कार्बन नंबर 1 2 और 3 को फिर से नंबर 1 2 और 3 पर बनाऊंगा आप किसी भी कार्बन से शुरू कर सकते हैं मिथाइल आपकी ओर आ रहा है क्लोरीन आपकी ओर आ रहा है लेकिन ब्रोमिन आपसे दूर जा रहा है इसलिए जब भी कोई डैश होता है परमाणु आपसे दूर चला जाता है इसलिए इस मामले में मिथाइल ऊपर जाता है जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में कहा था जो समूह विशेष रूप से हेड कार्बन पर आपकी ओर आता है वह एक्सियल अप समूह है दूसरे कार्बन पर हालाँकि जो समूह आपकी ओर आता है वह यह इक्विटोरियल समूह है तो दूसरी कार्बन पर मैं एक क्लोरीन इक्विटोरियल अप समूह बनाने जा रहा हूं तीसरे कार्बन पर जो समूह आपसे दूर जाता है ठीक है तो यह कार्बन नंबर 1 2 है और मैं कार्बन नंबर 3 पर हूं जो समूह मेरी ओर आता है वह एक्सियल अप है जो समूह मुझसे दूर जाता है वह इक्विटोरियल डाउन है तो ब्रोमिन मुझसे दूर जा रहा है इसलिए मुझे इसे इक्विटोरियल डाउन बनाना है और यह ऐसे दिखाई देगा इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक 2 डी संरचना को 3 डी कुर्सी संरचना में परिवर्तित करते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या यह इक्विटोरियल या एक्सियल है बल्कि मैं यह सोचता रहा कि क्या यह मेरी ओर आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है यदि मेरी और है तो इसका अर्थ है कि यह अप है मुझसे दूर जा रहा है तो यह डाउन है इसलिए अधिक बार मैं छात्रों को भ्रमित देखता हूं क्योंकि वे इक्विटोरियल को अप और एक्सियल को डाउन के रूप में जोड़ने की कोशिश करते हैं या इसके विपरीत होते हैं भ्रमित मत हो हमेशा यह सोचें कि क्या समूह आपकी ओर आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है और उस कार्बन समूह में से जो भी आपकी ओर आ रहा है वह एक इक्विटोरियल समूह हो सकता है यह एक एक्सियल समूह हो सकता है आपको उस अणु को इस तरह बनाना होगा कि वे इस विवरण से मेल खाता हो तो वह सही है